इसलिए पुनर्निर्माण प्रक्रिया मेरे पास एक इम्पल्स ट्रैन है जो पुनर्निर्माण फिल्टर HrjΩ a xr द्वारा गुणा किया गया xs हो जाता है अब मैं इस स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया के कुछ व्यावहारिक तत्वों को देखना चाहता हूं तो आइए हम कुछ पहलुओं पर एक त्वरित नज़र डालें इसलिए हमारे पास जो आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर है हमने पहले से ही निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया है यह अनंत इम्पल्स प्रतिक्रिया है यह एक सिंक फंक्शन है जो दोनों पक्षों पर अनंत तक जाता है इसलिए मैं इसे अनंत इम्पल्स प्रतिक्रिया के रूप में कहता हूं और यह नॉन कौसल है कि इसमें एक इम्पल्स है जो गैर शून्य है t 0 के लिए इसलिए यह व्यावहारिक नहीं है मैं किसी भी व्यावहारिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया में इसका उपयोग नहीं कर सकता इसलिए मुझे सबसे पहले यहां से इसे बदलने की जरूरत है इसलिए व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए बाईं ओर वाला ऐसा नहीं करेगा मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता मुझे कुछ अलग करना है इसलिए पहली चीज जो मैं करता हूंमैं अनंत इम्पल्स प्रतिक्रियाओं से नहीं निपटता आयाम के एक निश्चित मूल्य से नीचे जाने पर हमें इसे छोटा करना होगा तो पहली बात जो हम कहेंगे वह यह है कि हम ठीक ठीक काटेंगे किस बिंदु पर काटेंगे यह तय करने की आवश्यकता है लेकिन कम से कम हम इसे कुछ ऐसा बनाने के लिए कम कर देंगे जो प्रबंधनीय है फिर हम निश्चित रूप से यह अभी भी नॉन कौसल होगा क्योंकि आप इसे सममित रूप से यह मानकर चल रहे हैं कि आप समरूपता के गुणों को नष्ट नहीं करते हैं इसलिए तब आपको शिफ्ट करना होगा इसलिए यह शिफ्ट है यह इसे परिमित लंबाई बनाने के लिए है इसे परिमित लंबाई बनाने के लिए छोटा किया गया है और शिफ्टिंग इसे कौसल बनाने के लिए है इसलिए वे 2 चीजें हैं अब एक और अवलोकन या संपत्ति जिसे हम अभी देखना चाहते हैं वह यह है कि अगर मेरे पास hr ठीक है और hr है कुछ स्थानांतरित संस्करण फिर उनके पास ये हैं इन दोनों की एक ही परिमाण प्रतिक्रिया है ठीक है दोनों की एक ही परिमाण प्रतिक्रिया है क्योंकि इस का स्पेक्ट्रम बस एक चरण अवधि जब मैं उस परिमाण को ले जाता हूं जो दूर जाता है इसलिए दोनों की एक ही परिमाण प्रतिक्रिया है ठीक अब इसे एक कदम और आगे बढ़ाएं यदि मैं छोटा करता हूं और फिर से शिफ्ट और छोटा करता हूं तो मैं ट्रंकेटड फ़िल्टर के प्रकार को नहीं बदलता हूं तो काट छाँट करें स्थानांतरण कुछ ऐसा है जो मैं कहूंगा कि यह कोई मुद्दा नहीं है मैं हमेशा 0310 और इस शब्द को हमें ध्यान रखना चाहिए इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या है ट्रंकेशन का प्रभाव इसलिए ट्रंकेशन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि हमारे पास एक अंतर्निहित फिल्टर है जो अनंत इम्पल्स प्रतिक्रिया है मैं बस इसे बहुत जल्दी आकर्षित करूंगा यह बहुत सममित और अन्य चीजें नहीं हो सकती हैं लेकिन मैं इसे काट देना चाहता हूं ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम काट सकते हैं हम एक आयताकार विंडो का उपयोग करके काट सकते हैं सममित आयताकार विंडो या कई में से एक कई विंडोज जिन्हें एक स्मूथ ट्रांजीशन मिला है इसलिए मूल रूप से स्मूथर आपके पास एक विंडो हो सकती है जिसमें एक स्मूथ ट्रांजीशन होता है ठीक है तो अंततः लक्ष्य पुनर्निर्माण फिल्टर की इम्पल्स प्रतिक्रिया को सीमित करना है तो हमने जो भी किया है उसी फ्रीक्वेंसी की डोमेन व्याख्या आदर्श इम्पल्स प्रतिक्रिया एक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर है एक ब्रिक वॉल फ़िल्टर जो s2 से s2 तक जाती है अब ट्रंकेशन के प्रभाव का मतलब है कि मैं टाइम डोमेन में गुणा कर रहा हूं इसलिए इसका मतलब है मुझे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में एक कोंवोलुशन करना है इसलिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन में कोंवोलुशन ये विंडो यदि आप मूल रूप से उनकी प्रतिक्रिया को देखते हैं तो वे प्रकृति में लौ पास हैं आपको जो मिलेगा वह यह होगा कि आपके पास विंडो के लिए कुछ लौ पास प्रतिक्रिया होगी ठीक है अब इन दोनों को कॉन्वॉल्व करें आपको क्या लगता है कि आपके पास ब्रिक वॉल का चौड़ीकरण है इसलिए मूल रूप से लौ पास को बरकरार रखा जाता है शून्य क्रॉसिंग को बरकरार रखा जाता है न्यक्विस्ट गुण को बरकरार रखा जाता है क्योंकि विण्डोविंग प्रभावित नहीं होता है जहां शून्य क्रॉसिंग होते हैं स्पेक्ट्रम थोड़ा चौड़ा बन जाता है इसलिए व्यवहार में हम जो प्राप्त कर सकते हैं वह एक पुनर्निर्माण फिल्टर है जिसे न्यक्विस्ट गुण मिला है यह संगत शून्य क्रॉसिंग है लेकिन इसे एक प्रतिक्रिया मिली है जो पक्षों के बिना दिखता है 0524 ठीक अब ध्यान दें कि कट ऑफ पॉइंट यह s2ϵ है यह थोड़ा बड़ा है ठीक अब यह मुख्य कारण है हम शुरू से ही सही कह रहे थे कि न्यक्विस्ट मानदंड को पूरा करने के लिए सटीक न्यक्विस्ट दर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी समय मुझे एक पुनर्निर्माण फ़िल्टर करने की आवश्यकता होती है विंडो आधारित फ़िल्टर शायद ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है न्यक्विस्ट मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता है क्यों कि मैं अलियासिंग नहीं करना चाहता हूं और मूल रूप से मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं सिग्नल स्पेक्ट्रम को विकृत किए बिना एक उचित फ़िल्टर लागू करूँ इसलिए न्यक्विस्ट सैंपलिंग मूल रूप से न्यक्विस्ट सैंपलिंग न करें इसका मतलब है कि इस प्रकार का सैंपलिंग न करें यह वह नहीं है जो हम चाहते हैं लेकिन इसके बजाय उस चीज़ के लिए जाएं जहाँ न्यक्विस्ट सैंपलिंग संतुष्ट हो और हमें व्यावहारिक फ़िल्टर हासिल करने में मदद करेगा हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं 0640 इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा हम चुनेंसैंपलिंग फ्रीक्वेंसी न्यक्विस्ट मानदंडों को संतुष्ट करना चाहते हैं ठीक इसलिए मूल रूप से अपनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2Ωo से अधिक चुनें बैंड लिमिटेड सिग्नल तो फिर से मैं आशा करता हूं 0655 हममें से कुछ को रखने की जरूरत है 0658 और निश्चित रूप से प्रमुख तत्व तब प्रोफेसर छात्र वार्तालाप शुरू होता है मुझे खेद है ठीक है ठीक है तो बहुत अच्छा सवाल है सवाल यह है कि मैं ट्रंकेट करने की कोशिश कर रहा हूं और वास्तव में एक आदर्श फिल्टर का उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं फिर से देखें हम आगे और पीछे जा रहे हैं जो वास्तविक हो सकता है और जो साकार नहीं हो सकता है इसलिए यह हरी रेखा मूल रूप से एक ब्रिक वॉल फ़िल्टर है यहां तक कि एनालॉग टाइम में भी मुझे इसका एहसास नहीं हो सकता है तो यह कल्पना करने का तरीका है मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वह एक ब्रिक वॉल फ़िल्टर है और इसके बारे में सोचने का एक तरीका है क्योंकि यह एक ऐसा फ़िल्टर है जो के संदर्भ में अनंत में होगा और यह नॉन कौसल है इसलिए मुझे यह कैसे मिलता है मूल रूप से आप कंटीन्यूअस टाइम से आगे बढ़ते हैं ठीक कहने के बारे में सोचने के लिए अगर यह वह गुण है जो मैं हूं यही कारण है कि यह मूल रूप से साकार नहीं हो सकता है ब्रिक वॉल यहां तक कि अगर मैं कहता हूं कि जो भी ऑर्डर चैबीशेव फ़िल्टर का उपयोग करें आपको इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो यह क्या है कि हम प्राप्त कर सकते हैं आप जो हासिल कर सकते हैं वह कुछ ऐसा है जहां किनारों पर ब्रिक वॉल की तरह नहीं है लेकिन किसी प्रकार की टेपरिंग हो रही है और मूल रूप से कहते हैं कि आप इसे उसी तरह लिंक करना जानते हैं जिससे हम परिचित हैं आपके पास एक इम्पल्स प्रतिक्रिया थी जो मैंने तब विण्डोविंग किया और फिर स्थानांतरित कर दी थी फिर मुझे सबसे पहले एक कौसल फ़िल्टर मिलेगा जो कि साकार होता है दूसरा यह ठीक होगा यह मूल रूप से मैं जो कह रहा हूं वह है विण्डोविंग प्लस शिफ्टिंग मुझे एक वास्तविक फिल्टर देता है जो फिर से या तो एक चैबीशेव फ़िल्टर या एनालॉग डोमेन में बटरवर्थ फ़िल्टर के बराबर हो सकता है और कहते हैं कि ठीक है जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह सबसे अच्छा है और आप पाएंगे कि एनालॉग फ़िल्टर के संदर्भ में हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह इस फॉर्म का होगा सही इसलिए यह 0905 पर ब्रिक वॉल नहीं है और हम इसे वहां से जाने के लिए कैसे बनाते हैं जो कि साकार होता है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत बार हम उस लिंक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से वास्तव में इस व्याख्यान के दौरान हम एक और ऐसी गैर वास्तविक स्थिति में आएंगे जिसे हमें बदलना होगा क्योंकि पुनर्निर्माण प्रक्रिया में यदि आप ध्यान दें तो मैंने एक ऐसा ब्लॉक ग्रहण किया है जो कि साकार नहीं है मैं डीरेक डेल्टा कैसे उत्पन्न करूं मैं ऐसा नहीं कर सकता जो कि अगला सबसे अच्छा है जो मैं डिराक डेल्टा के बजाय कर सकता हूं इसलिए यह फिर से हो सकता है कि यह एक अच्छा अच्छा अच्छा है कि आपने सवाल उठाया प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है इसलिए मूल रूप से हम जो कह रहे हैं वह यह है कि हमें उत्पन्न करने की आवश्यकता है सही इम्पुल्सेस के अनुरूप x n जो कि Ts द्वारा फैलाया गया है डिराक डेल्टास ये डिराक डेल्टास हैं अब यह फिर से मैं मेरे लिए उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है लेकिन हम व्यवहार में जो उत्पन्न कर सकते हैं वह कुछ ऐसा है जो निम्न रूप में है इसलिए जिसे हम सैंपल और होल्ड कहते हैं इसलिए आप एक निश्चित मूल्य लेते हैं और फिर कहते हैं कि यह एक रेक्टेंगल अप्प्रोक्सिमेशन है तो सैंपल करें 1024 होल्ड करें जब तक अगला सैंपल नहीं आ जाता इसलिए अगला सैंपल साथ आता है इसलिए उचित स्केलिंग के डीरेक डेल्टा के बजाय मुझे एक सैंपल और होल्ड सर्किट मिलता है अब एक सैंपल और होल्ड का क्या प्रभाव पड़ता है इसलिए इसका मतलब है कि मेरे पुनर्निर्माण फ़िल्टर को अब बदलना होगा क्योंकि अब मैंने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बदल दिया है इसलिए इसे पुन प्राप्ति के लिए पुनर्निर्माण सिग्नल में क्या बदलाव है ताकि हम उस प्रश्न का उत्तर दें लेकिन अच्छा है कि आपने पूछा क्योंकि हमेशा यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम उस चीज़ से कैसे गुजरते हैं जो आदर्श है जो कि साकार है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी चीज का हिस्सा है जिसे हम मदद करना चाहते हैं और ठीक है इसलिए फिर से हां प्रोफेसर छात्र वार्तालाप शुरू होता है नहीं कोई डिजिटल एंटी अलियासिंग फ़िल्टर नहीं जिसे आप इसे एक कौसल फ़िल्टर के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए आप निश्चित रूप से ऐसे डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं जो नॉन कौसल हैं और फिर स्थानांतरण करें लेकिन कई फिल्टर हैं जो फिर से जब हम आते हैं तो शायद हम एक बयान दे सकते हैं लेकिन मुझे सिर्फ एक बयान देने की अनुमति दें और यह 1137 के अंतिम पृष्ठ में हैं प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है इसलिए डिजिटल फ़िल्टर के संदर्भ में मुझे खुशी है कि आपने पूछा इसलिए डिजिटल फ़िल्टर ठीक इसलिए अब हमने कहा कि हमारे पास एक डिजिटल फ़िल्टर है जिसकी एक निश्चित प्रतिक्रिया है और हम निर्दिष्ट कर सकते हैं और कट ऑफ हो गया है π4 π4 अब कई विधियाँ विधियाँ हैं जो 1207 हैं पार्क्स मैक्लेलेन विधि जो हमारे लिए डिज़ाइन करती है यदि इक्वी रिपल ऑप्टीमल फ़िल्टर है ठीक पार्क्स मैकलेलन फ़िल्टर भी एक लीनियर फेज फ़िल्टर है अब फिर से मैं आपके दिमाग को ताज़ा करना या याद कराना चाहूँगा लीनियर फेज और शून्य चरण के बीच एक संबंध है शून्य चरण के लिए टाइम डोमेन में समरूपता की आवश्यकता होती है सही पार्क्स मैकलेलन फ़िल्टर 0 के आसपास केंद्रित होते हैं और यह नॉन कौसल हैं शून्य चरण संस्करण है लेकिन क्योंकि वे लंबाई में एक परिमित हैं तो आप हमेशा उन्हें एक लीनियर फेज फ़िल्टर प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं जिस मिनट आप एक शून्य चरण फ़िल्टर को स्थानांतरित करते हैं वह एक लीनियर फेज फ़िल्टर बन जाएगा तो आपको जो मिलेगा वह है इसलिए हां आप सही हैं यदि आप शून्य चरण चाहते हैं तो यह नॉन कौसल होगा लेकिन यदि आप एक लीनियर फेज फ़िल्टर लेने के लिए तैयार हैं जो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि हमारे मामले में मुख्य रूप से पुनर्निर्माण प्रक्रिया है वर्णक्रमीय प्रतियों को हटाने के लिए जिसका अर्थ है कि लीनियर फेज फ़िल्टर समान रूप से अच्छा काम करेगा इसलिए पार्क्स मैकलेलन विधि जैसी विधियों में से एक द्वारा डिज़ाइन किया गया एफआईआर फ़िल्टर पुनर्निर्माण के संदर्भ में जो हम देख रहे हैं उसके लिए आवश्यकताओं को पूरा करेगा लेकिन हाँ एक ही फिल्टर का शून्य चरण संस्करण है हाँ वहाँ है क्योंकि अगर आप इसे एक टाइम डोमेन समरूपता के साथ एक फ़िल्टर के रूप में देखते हैं ओमेगा n 0 के आसपास तो यह शून्य चरण और सममित होगा आप इसे शिफ्ट करते हैं यह बन जाता है लीनियर फेज और कौसल ठीक अच्छा बहुत अच्छा सवाल प्रोफेसर छात्र वार्तालाप शुरू होता है हाँ ठीक है बहुत बहुत अच्छा सवाल है इसलिए सवाल यह है कि जब मैं ट्रंकेशन करता हूं ठीक है मुझे देखने दो कि मैंने कहां किया मेरे पास ट्रंकेशन आकृति कहां है ठीक यहां यह है तो सवाल यह है कि मैं ट्रंकेशन को कैसे डिजाइन करूं ताकि मैं अलियासिंग इफेक्ट्स में न चला जाऊं इसलिए यह ठीक है जहां न्यक्विस्ट मानदंड को ओवर सेटिस्फाई करना होगा यह देखने के लिए कि क्या यह रिंगिंग इफेक्ट है या नहीं अगर मैं इस पर प्रकाश डाल सकता हूँ इसलिए यहां एक रिंगिंग इफेक्ट है लेकिन आप ध्यान दें कि हम जो फिल्टर डिजाइन करते हैं उसके आधार पर हम रिंगिंग को कम से कम कर सकते हैं इसलिए वास्तव में ऐसे फिल्टर होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार का व्यवहार मिला है इसलिए यह पसंद किया जाता है यह और फिर बहुत नीचे रहता है ठीक है तो कुछ निश्चित विंडोस हैं जिसके बहुत बहुत कम साइड लॉब हैं अब आप कुछ इस तरह का उपयोग करेंगे कि यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास फिर से रिंगिंग नहीं है जिस कारण से मैंने रिंगिंग के साथ एक का उपयोग किया है यह दिखाने के लिए कि आपको नहीं भूलना चाहिए तथ्य यह है कि जब मैं ट्रंकेशन करता हूं तो कुछ साइड लॉब्स होंगे जिनके बारे में चिंता करनी होगी लेकिन ऐसे फिल्टर हैं जिसके बहुत कम हैं और इसलिए क्या होगा यह हिस्सा चौड़ा हो जाएगा ठीक है आपका मुख्य ब्रिक वॉल का हिस्सा चौड़ा हो जाएगा लेकिन आप न्यक्विस्ट की कसौटी पर खरा उतरेंगे इसलिए एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएंगे न्यक्विस्ट की कसौटी पर खरा उतरने पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस विण्डोविंग को आप जानते हैं हाँ उसमें रिंगिंग होगी लेकिन यह किसी बिंदु पर नीचे मर जाएगी और यह अलियासिंग भाग शुरू होने से पहले ही मर जाती है सही बहुत अच्छा सवाल है पुनर्निर्माण फ़िल्टर एक एनालॉग फ़िल्टर है लेकिन जैसे हमने एंटी एलियासिंग किया था जहाँ हमने एनालॉग और डिजिटल का संयोजन किया था हम पाएंगे कि हम एनालॉग और डिजिटल के संयोजन को भी कर सकते हैं क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह है आप डिजिटल सिग्नल की ओवर सैंपलिंग कर सकते हैं ताकि आपकी स्पेक्ट्रल प्रतियाँ अब दूर हो जाएँ सही जब मैं एक डिजिटल सिग्नल की ओवर सैंपलिंग करूँ तो यह स्पेक्ट्रल प्रतियों को और दूर कर देगा और फिर मेरे एनालॉग फ़िल्टर को बस इस चीज़ छुटकारा पाना है इसलिए हाँ पुनर्निर्माण के अंतिम चरण में एक एनालॉग फ़िल्टर होना चाहिए लेकिन इसके लिए उच्च क्यू एनालॉग फ़िल्टर होना आवश्यक नहीं है यदि आपने कुछ मल्टी रेट तकनीकों को शामिल किया है नहीं रुको रुको कृपया अपना प्रश्न फिर से पूछें सही ठीक है यदि आप इसे एक इम्पल्स प्रतिक्रिया बिंदु से कल्पना करना चाहते हैं लेकिन आप इसे एक कोंवोलुशन के रूप में लागू नहीं कर सकते हैं तो अंतिम चरण शायद सिर्फ एक एनालॉग फ़िल्टर इसलिए मैं इसे एक ऐसे तरीके के रूप में उपयोग कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं यह समझाता हूं कि मैं गैर वास्तविक फिल्टर से एक वास्तविक फिल्टर तक कैसे जाऊं मुझे कीमत कहां चुकानी है कीमत इस तथ्य में आ जाएगी कि मुझे एक ब्रिक वॉल फ़िल्टर नहीं मिल सकती है लेकिन मुझे एक परिमित संक्रमण के साथ एक फ़िल्टर मिलेगा ठीक यही सब है जब तक हम इस बात से सहज होते हैं कि यह लाल रेखा एक एनालॉग फ़िल्टर होगी ठीक है लेकिन विज़ुअलाइज़ेशन के संदर्भ में हम इसे ठीक मान सकते हैं जिस तरह से हमने इसे हासिल किया वह किसी चीज से मेल खाने के लिए आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर की अंतर्निहित संपत्ति को बदलकर था ऐसा कुछ है क्योंकि विंडो की तरह हमें एक अस्पष्ट व्याख्या देती है कि क्यों स्पेक्ट्रम गोल हो गया आपके पास ब्रिक वॉल की प्रतिक्रिया नहीं थी यह क्यों बन गया s2 फिर से जो कि विण्डोविंग और रिंगिंग के कारण है जो कि विण्डोविंग के कारण आएगा इसलिए कोई भी प्रैक्टिकल फ़िल्टर इस प्रकार का होगा जिसका अर्थ है कि हां मुझे ओवर सैंपलिंग करने की आवश्यकता है न्यक्विस्ट दर के संबंध में बहुत अच्छा प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है ठीक है मुझे यकीन नहीं है कि समय क्या है इसलिए मैं आपको अगली कक्षा के लिए तैयार करने के बारे में सोचने के लिए आपको कुछ देना चाहूंगा और हम सिर्फ यह बताने के लिए एक मिनट का समय बिताएंगे कि हमें क्या चाहिए मूल रूप से मैं चाहूँगा कि आप ओपेनहेम और शेफ़र की समीक्षा करें अध्याय 2 डिस्क्रीट टाइम प्रणालियों के सभी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के तत्व एलटीआई गुण यह कैसे करता है स्वयं को प्रकट करना और कौसालिटी की धारणाएँ भी और जब हम कहते हैं कि कुछ नॉन कौसल है जब हम कहते हैं कि कुछ फिर एंटी कौसल है तो ये सिर्फ मूल परिभाषाएँ हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ सहज रहें और मैं कई सरल उदाहरणों और फिर से देखना चाहूंगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की एक बहुत अनूठी गुण डिस्क्रीट टाइम साइनसोइड्स है ठीक है फिर से कब आवधिकता होगी सभी डिस्क्रीट टाइम साइनसोइड आवधिक नहीं हैं इसलिए देखें कि आवधिकता के लिए क्या स्थितियां हैं और शायद एक साधारण परीक्षण के मामले के रूप में मैं चाहूँगा की आप निम्नलिखित उदाहरण को देखें ठीक है मैं सिर्फ सवाल लिखूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे आजमाएं ताकि आप बाद में इसे देख सकें ठीक है इसलिए यदि मेरे पास अनुक्रम x n है जो 1 2 3 4 5 है एक एरो के साथ 3 के नीचे इसका मतलब है कि वह मूल है मैं आपको निम्नलिखित प्राप्त करना चाहूंगा इससे प्राप्त होने वाले अनुक्रम 1 y1nxn 3 मूल रूप से यह अनुक्रम का शिफ्टिंग है दूसरा y2nx n टाइम रिवर्सल y3nx n1 जो शिफ्ट और टाइम रिवर्सल चौथा है y4nx n 2 फिर से शिफ्ट और टाइम रिवर्सल थोड़ा जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा और अंतिम एक y5nx3n 1 है ठीक अब मुझे यकीन है कि आप इससे परिचित हैं मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारे उदाहरण किए होंगे जो हम बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह अंतिम मामला है क्योंकि यह हमें मल्टी रेट डोमेन में ले जा रहा है क्योंकि हम जो यहां कर रहे हैं वह मूल रूप से सैंपलिंग दर बदल रहा है हम ओपेनहेम और शेफर में इसे टाइम स्केलिंग कहा जाता है इसलिए कृपया टाइम स्केलिंग देखें बहुत महत्वपूर्ण आप या तो टाइम स्केल बढ़ाएं या टाइम स्केल कम करें और टाइम स्केलिंग का सबसे सामान्य रूप है y1nxMNn अब टाइम स्केलिंग की सटीक परिभाषा सभी मौजूद हैं पुस्तक में दिए गए हैं यह वह रूप है जिसमें हम सबसे अधिक रुचि रखते हैं इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि हम इसे देखते हैं मुझे लगता है कि हमने सत्ता खो दी है लेकिन मुझे मूल रूप से यहां रुकने दें टाइम स्केलिंग पर ध्यान देंबुनियादी संचालन के साथ टाइम स्केलिंग पर फोकस दें क्योंकि वह वही है जो मैं अगली कक्षा में लेना चाहूंगा धन्यवाद